हाइड्रोलिक पावर की गणना करने के लिए हमारे काम को आसान बनाने के लिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टेप हैं हमारे पास 1 2 3 से 10 स्टेप हैं हाइड्रोलिक पावर प्राप्त करने के लिए जिनसे हमें गुजरना पड़ता है मैंने उन्हें एक ऑक्टेव स्क्रिप्ट फ़ाइल में रख दिया है मैं बस यह समझाऊंगा की और फिर मैं आपके पास इसे और एक्स्प्लोर करने के लिए छोड़ दूंगा और इसे वह स्क्रिप्ट फ़ाइल संसाधन खंड में रखूंगा तो मेरे पास यहां है यह एक टेक्स्ट फ़ाइल है नाम को देखें hydraulic powerm यह एक m फाइल है जिसे ऑक्टेव में खोला जा सकता है और ऑक्टेव में चलाया जा सकता है आप सिंटेक्स में छोटे संशोधनों के साथ मेटलेब में भी इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से यह ऑक्टेव में अच्छी तरह से काम करने में सक्षम होगा तो यह फ़ाइल पानी को पंप करने के लिए आवश्यक हाइड्रोलिक पावर की गणना करती है सभी वेरिएबल क्लियर कर रहा हूँ मैंने स्क्रिप्ट को 3 मुख्य भागों में बाँट दिया है पहला भाग स्पेसिफिकेशन specification विनिर्देश है आपको क्षेत्र और उपयोगकर्ताओं से लिए गए इनपुट स्पेसिफिकेशन को देना होगा फिर कुछ इकाई रूपांतरण हैं आप देखते हैं कि सभी इनपुट स्पेसिफिकेशन एसआई इकाइयों में नहीं हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि उपयोगकर्ता एक विशेष सेट इकाइयों में बातचीत कर रहा है जैसे कि मैंने कहा कि डिस्चार्ज मात्रा भले ही हमें अंत में m3 में व्यक्त करने की आवश्यकता हो और SI इकाइयों में विभिन्न समीकरणका उपयोग करें इनपुट में डिस्चार्ज वॉल्यूम लीटर के रूप में है कभी कभी यह डिस्चार्ज दर के लिए लीटर सेकंड के रूप में होता है सक्शन हेड डिलीवरी हेड जैसी लंबाई अधिकांश समय फीट में दी जाती है और पानी ले जाने वाले पाइप के डाया को ज्यादातर समय इंच में दिया जाता है तो ये वही हैं जिन्हें आप सामान्य उपयोग कहेंगे तो आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाइयों में उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करते है आप इसे लेते हैं और रूपांतरण करते हैं आपको इकाई रूपांतरण इस प्रकार करना होगा कि सब कुछ एसआई इकाइयों में व्यक्त हो और फिर आप हाइड्रोलिक समीकरणों को लागू करते हैं फिर मेरा एक चौथा भाग है जो डिस्प्ले है तो आप उन्हें डिस्प्ले करते हैं परिणाम एक उपयुक्त रूप में तो मैं आपको केवल इस स्क्रिप्ट को समझाता हूं ताकि जब आप उपयोग करें तो यह आपके लिए सुविधाजनक होगाजब आप इसको और बढाना चाहें तो मेरे पास यहां QL है QL लीटर में डिस्चार्ज वॉल्यूम है क्योंकि अधिकांश समय हम लीटर में मूल्य प्राप्त करते हैं dt कुछ नहीं ΔT है यह समय है डिस्चार्ज समय डाया पाइप का आंतरिक व्यास है यह सामान्य रूप से इंच में दिया जाता है तो आपको इसे मीटर में बदलना होगा Lf ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भाग सहित पाइप की कुल लंबाई है काईनेमेटिक विस्कोसिटी है आपको विज्ञान तालिकाओं में इसे देखना होगा यह तापमान का एक फलन है तो 20°C पर यह 1×10 6 m2sec है 50°C पर मैंने पहले उल्लेख किया है कि यह 055×10 6 m2sec है तो काईनेमेटिक विस्कोसिटी मान प्राप्त करने के लिए विज्ञान तालिकाओं में देखें ε सतह धक्कों की ऊँचाई है hfs फीट में दिया गया उप शीर्ष हेड है hdf फीट में दिया गया हेड है g निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है और 𝜌 द्रव का घनत्व है यहाँ यह पानी है 1000 kg m3 है अब हम इकाई रूपांतरण पर आते हैं तो यूनिट रूपांतरणों में Q डिस्चार्ज वॉल्यूम को लीटर से मीटर क्यूब में बदलना होगा तो यह QL है जो लीटर में 1000 से व्यक्त किया गया है जो आपको मीटर क्यूब में डिस्चार्ज वॉल्यूम देगा d आंतरिक व्यास आप मान लेते हैं जो इंच में 2541000 में दिया गया है इसे मीटर में बदलना होगा क्षेत्र πd24 है यदि आप मीटर में मान d लेते हैं तो A वर्ग मीटर होगा क्षैतिज भाग सहित कुल पाइप की लंबाई जो फीट में Lf द्वारा दी गई है इसे कारक 12×2541000 के साथ गुणा करके मीटर में परिवर्तित करें hs मीटर में सक्शन हेड hsf सक्शन हेड x 12 × 254 1000 होगा इसी प्रकार डिलीवरी हेड के लिए दिया जाएगा एक बार जब आप इकाइयों को परिवर्तित कर लेते हैं तो अब सब कुछ SI प्रणाली की इकाइयों में है अब आप हाइड्रोलिक समीकरणों को लागू कर सकते हैं ed खुरदरापन अनुपात है जो ε d है और d यदि यह मीटर में है तो इसे mm में व्यक्त करने के लिए 1000 से गुणा करें क्योंकि ε mm है और खुरदरापन अनुपात प्राप्त करने के लिए d भी mm में व्यक्त करें Q डॉट Qdt है यदि आप m3 में Q का उपयोग करते हैं तो Qdt मीटर क्यूब बाय प्रति सेकंड होगा u Q डॉट बाय A है फिर रेनॉल्ट नंबर R जो udϑ है एक बार जब आपके पास यह सब हो जाता है तो अब आप कोलब्रुक फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं जिसे हमने घर्षण कारक प्राप्त करने के लिए पहले विकसित किया था कोलब्रुक फ़ंक्शन के लिए इनपुट रेनॉल्ड्स संख्या और खुरदरापन अनुपात होगा एक बार जब आपके पास फिक्शन फैक्टर होता है तो आप डार्सी व़ेईसबाक समीकरण f ldu22g का उपयोग करके फिक्शन लॉस के कारण हेड प्राप्त कर सकते हैं एक बार जब फिक्शन लोस के कारण हेड प्राप्त होता है तो कुल डायनामिक हेड प्राप्त किया जाता है जो डिलीवरी हेड प्लस सक्शन हेड प्लस फिक्शन लॉस के कारण हेड होता हैसभी मीटरों में व्यक्त तब हाइड्रोलिक पावर 𝜌 x g x Q डॉट x कुल डायनेमिक हेड होती है तो इस तरह से आप डिजाइन प्राप्त करने की प्रक्रिया को कारगर बना सकते हैं ऑक्टेव में उपयुक्त स्क्रिप्टिंग द्वारा हाइड्रोलिक पावर का अनुमान लगा सकते हैं और फिर आप उन मान को आउटपुटमें ले सकते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं इसलिए मैंने fprintf और पहले स्पेसिफिकेशन का उपयोग किया है स्पेसिफिकेशन से संबंधित सभी चर उपयोगकर्ता इकाइयों और SI इकाइयों में आप दोनों व्यक्त कर सकते हैं ताकि आप तुलना कर सकेंगे और फिर विभिन्न हाइड्रोलिक वेरिएबल देख सकेंगे जैसे खुरदरापन अनुपात डिस्चार्ज रेट एसआई इकाइयों मेंपाइप द्रव वेग रेनॉल्ड्स संख्या फ्रिक्शन फैक्टर फ्रिक्शन फैक्टर के कारण हेड कुल डायनामिक हेड हाइड्रोलिक पावर और ऊर्जा तो इन सभी चीजों को बोरवेल के उदाहरण में प्राप्त किया जा सकता है उदाहरण है जिस पर अभी हमने चर्चा की है मैंने उन मूल्यों को यहां रखा है और मुझे बस इतना करना है हाइड्रोलिक पावर मैं इसे चलाऊंगा आपको आउटपुट मिलेगा आप देखते हैं कि हमने हाइड्रोलिक पावर की आवश्यकता 6000 वाट गणना की थी जो कि आपको मिली है आपके पास यहां विभिन्न पैरामीटर प्रदर्शित हो रहे हैं इसलिए मैं इसे आपके पास छोड़ दूंगा मैं इस स्क्रिप्ट फ़ाइल को संसाधन सत्र में छोड़ दूंगा आप इसे एक्स्प्लोर करने के लिए स्वतंत्र हैं और फिर इसे लागू करने का प्रयास करें और विभिन्न इंस्टालेशन के लिए हाइड्रोलिक पावर का पता लगाएं